नमस्कार और यागी उदा लॉग पीरियोडिक और रिफ्लेक्टर एंटीना के आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है हम पहले यागी उदा से शुरू करेंगे फिर हम लॉग पीरियोडिक और फिर रिफ्लेक्टर एंटीना के बारे में बात करेंगे इसलिए यागी उदा एंटीना में एक ड्रिवन डाईपोल होता है जिसे आप यहां देख सकते हैं और फिर हमारे पास डाईपोल के पीछे एक रिफ्लेक्टर है और उसके बाद हमारे पास दूसरी तरफ कई डायरेक्टर हैं तो इन सभी चीजों का उद्देश्य क्या है अब हमने कवर किया है कि एक डाईपोल एंटीना में एक रेडिएशन पैटर्न होता है जो ओमनीडायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न होता है इसलिए यह सभी दिशाओं में समान रूप से रेडिएशन होगा हालांकि कई अनुप्रयोग हैं जहां हम चाहते हैं कि रेडिएशन केवल एक विशेष दिशा में हो इसलिए यदि हम इस विशेष डाईपोल एंटीना के पीछे एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं तो क्या होगा उस डाईपोल से रेडिएशन रिफ्लेक्टर से वापस रिफ्लेक्ट होगा यह इस विशेष दिशा में जाएगा तो बस डाईपोल एंटीना के पीछे एक रिफ्लेक्टर लगाकर मान लें कि यह एक λ 2 डाईपोल एंटीना है तो गेन लगभग 2 डीबी होगा और यदि आपकी अनुमानित दूरी λ 4 पर इस विशेष चीज़ के पीछे एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं तो गेन 5 dB के क्रम का होगा क्योंकि यह पिछले मूल्य का दोगुना है अब यदि आप एक डायरेक्टर डालते हैं मान लीजिए कि हमने सिर्फ एक डायरेक्टर रखा है तो आप देख सकते हैं कि अब कुल एपर्चर 2 गुना बढ़ जाएगा इसलिए आदर्श रूप से गेन 3 डीबी तक बढ़ सकता है इसलिए इसका मतलब है कि 2 डीबी 3 डीबी 5 डीबी 5 डीबी 3 डीबी 8 डीबी हालांकि व्यावहारिक रूप से हमें 8 डीबी नहीं मिलता है व्यावहारिक रूप से हमें लगभग 7 डीबी मिल सकता है हालांकि कई डायरेक्टर को लगाकर हम एंटीना के गेन को बढ़ा सकते हैं तो इस विशेष रेडिएशन पैटर्न को एन्ड फायर ऐरे रेडिएशन पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है तो रेडिएशन मुख्य रूप से इस विशेष दिशा में है तो आप देख सकते हैं कि मुख्य बीम इस विशेष दिशा में है इसका एक हिस्सा यहां वापस जा रहा है क्योंकि हम इनफायनाईट रिफ्लेक्टर प्रदान नहीं कर रहे हैं रिफ्लेक्टर भी एक साधारण वायर है इसलिए वहाँ अभी भी बैक रेडिएशन है तो हम एक और मात्रा को परिभाषित करते हैं जिसे फ्रंट टू बैक रेश्यो के रूप में जाना जाता है तो इस मूल्य की तुलना में यह मूल्य कितना छोटा है आम तौर पर हम फ्रंट टू बैक रेश्यो 10 डीबी से अधिक होना पसंद करेंगे तो हम देखते हैं इन यागी उदा एंटीना एलिमेंट्स के लिए विशिष्ट डायमेंशन क्या हैं तो मैं पहले फीडर की लंबाई के साथ शुरू करूंगा अब मैंने आपको यहाँ क्या दिखाया है ये किताबों में पारंपरिक रूप से दिए गए मूल्य हैं हालांकि हमारे अनुभव के आधार पर ये मेरे रिकमेंडेड मूल्य हैं तो हम कहते हैं कि फीडर की लंबाई जो पुस्तक में रिकमेंडेड है वह आमतौर पर 047 से 049λ है हालांकि मैं सलाह देता हूं कि l d 048λ जहां d डाईपोल एंटीना का डायमीटर है और l डाईपोल की लंबाई है इसलिए यदि हम d 001λ l 047 λ कहते हैं यदि हम कहते हैं d 002λ लेते हैं तो l 046λ फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्टर लंबाई के बारे में बात करेंगे रिफ्लेक्टर फीडर की लंबाई से अधिक होना चाहिए तो यहाँ d के मान के आधार पर हम रिफ्लेक्टर की लंबाई 049 से 051 के बीच चुन सकते हैं यह इस विशेष लंबाई से अधिक होनी चाहिए फिर डायरेक्टर आता है ताकि डायरेक्टर की लंबाई आमतौर पर उन्होंने 04 से 045 होने की सिफारिश की है तो हमने क्या पाया है जब कि आम तौर पर 043 से 044λ डायरेक्टर की लंबाई अच्छा गेन देता है जहाँ तक रिफ्लेक्टर और फ़ीड डाईपोल के बीच स्पेसिंग का संबंध है तो यह आमतौर पर 02 से 025 है मैं इस विशेष बात से सहमत हूं डायरेक्टर स्पेसिंग उन्होंने 03 से 04 λ की रिकमेंड किया है जबकि मेरा अनुभव आम तौर पर 025 से 03 λ होना चाहिए तो आइए देखें कि एलिमेंट्स की संख्या बढ़ने के साथ ही क्या होता है आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट से शुरू होकर ग्यारह एलिमेंट्स तक हम देख सकते हैं कि डायरेक्टिविटी बढ़ रही है तो आप एक एकल एलिमेंट के लिए देख सकते हैं डायरेक्टिविटी लगभग 2 डीबी होगी यदि आप दो एलिमेंट को लेते हैं जिसका अर्थ है एक डाईपोल एंटीना और एक रिफ्लेक्टर एंटीना तो डायरेक्टिविटी 5 डीबी के क्रम की होगी यदि हम तीन एलिमेंट लेते हैं तो अनुमानित डायरेक्टिविटी 8 डीबी हो सकता है लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि गेन इस विशेष मूल्य से 1 से 2 डीबी कम है तो आवश्यकता के आधार पर आप बड़ी संख्या में एलिमेंट ले सकते हैं अब लॉग पीरियोडिक डाईपोल ऐरे एंटीना के बारे में बात करते हैं यहां उद्देश्य यागी उदा एंटीना से अलग है यागी उदा एंटीना के मामले में हम एंटीना की डायरेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं जबकि बैंडविड्थ अपेक्षाकृत सीमित है हालांकि लॉग पीरियोडिक के मामले में बैंडविड्थ पर अधिक जोर दिया जाता है तो यहाँ डाईपोल एंटीना के सभी डाइमेंशन लॉगरिथमिकली रूप से भिन्न होते हैं तो देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो यहाँ हमारे पास एक डाईपोल एक और डाईपोल एक और डाईपोल और इतने है फ़ीड आमतौर पर सबसे छोटे डाईपोल डाइमेंशंस पर दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि फ़ीड यहाँ से जुड़ा हुआ है और फिर सभी अल्टरनेट एलिमेंट्स क्रॉस तरीके से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर हम मान लें कि यह है तो यह यहाँ आएगा तो यहाँ जाएगा जबकि यहाँ से घटा यहाँ ऊपर जाता है तो आप देख सकते हैं कि इस विशेष डाईपोल एलिमेंट को 1800 आउट ऑफ फेस से फेड किया जाता है ठीक और फिर एक अन्य एलिमेंट को फेड किया जाता है जो 1800 आउट ऑफ फेस है फिर यह पूरी चीज एक एंड फायर एंटीना के रूप में कार्य करती है तो रेडिएशन पैटर्न अब इस विशेष दिशा में है तो आप देख सकते हैं कि मुख्य बीम इस विशेष दिशा में है एक पीछे रेडिएशन है और फिर से सामने का अनुपात जितना संभव हो उतना बड़ा होना चाहिए अब लॉग पीरियोडिक एंटीना के मामले में सभी डाईपोल फेड किए जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर क्या होता है तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा यह डाईपोल रेजोनेंट होगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अब यह डाईपोल रेजोनेंट होगा फिर यह डाईपोल रेजोनेंट होगा फिर यह डाईपोल रेजोनेंट होगा तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है डाईपोल एंटीना का एक्टिव क्षेत्र मूल रूप से छोटे डाईपोल की ओर स्थानांतरित हो रहा है क्यों छोटा है क्योंकि उच्च फ्रीक्वेंसी पर छोटा डाईपोल एक रेजोनेंट लंबाई की तरह काम करेगा तो अब हम देखते हैं कि हम इन लंबाई को कैसे परिभाषित करते हैं तो आम तौर पर स्केलिंग फैक्टर परिभाषित किया गया है जो Rn1RnLn1Lndn1dn के बराबर है तो हम देखते हैं ये पैरामीटर यहाँ कहाँ हैं तो आप कह सकते हैं कि यह L1 है तो यह L2 L3 है और इसी तरह यहाँ दूरी यह है कि हम Rn कहेंगे यह Rn 1 होगा इसलिए Rn 1 आप देख सकते हैं कि Rn से छोटा है इसलिए हमेशा 1 से छोटा होगा इसी तरह Ln 1यह डायमेंशन है Ln यह डायमेंशन होगा तो फिर से Ln1Ln छोटा होगा अब आप महसूस कर सकते हैं कि पिक्चर में लॉग कहाँ आ रहा है यदि आप दोनों पक्षों पर लॉग लेते हैं तो लॉग पिक्चर में आ जाता है इसलिए अब क्या होगा log log Rn1 log Rn तो हम कह सकते हैं कि हर प्रोग्रेसिव डायमेंशन वास्तव में log फैक्टर द्वारा बदल रहा है यहां सभी डायमेंशन समान फैशन में वैरी होते हैं आइए हम एक और क्वांटिटी को परिभाषित करते हैं जो स्पेस फैक्टर है स्पेस फैक्टर क्या है इसलिए स्पेस फैक्टर dn2Ln आइए अब देखते हैं कि dn कहां है इसलिए आप वास्तव में देख सकते हैं कि dn कहीं न कहीं यह विशेष दूरी है इसलिए यदि हम इस विशेष पॉइंट के सेंटर को लेते हैं जो dn 2 है और जिसे लंबाई से विभाजित किया गया है तो मूल रूप से यह किसी दिए गए ऐरे के लिए स्पेस फैक्टर को परिभाषित करता है यहाँ हमारे पास लॉग पीरियोडिक डाईपोल एंटीना के लिए डिजाइन कर्व है जो डायरेक्टिविटी के विभिन्न मूल्यों के लिए है तो आइए देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है इसलिए हमारे पास कई कांस्टेंट डायरेक्टिविटी कर्व हैं इसलिए यदि आप इस विशेष कर्व के साथ कोई पॉइंट लेते हैं तो डायरेक्टिविटी कांस्टेंट रहेगा तो अब हमारे पास यहां क्या है स्केलिंग फैक्टर इस अक्ष के साथ दिया गया है और इस विशेष अक्ष के साथ स्पेस फैक्टर दिया गया है और यहाँ क्या उल्लेख किया गया है कि यदि आप इस डॉटेड लाइन के साथ पॉइंट लेते हैं जो हमें सिग्मा ऑप्टिमम मूल्य और इसी प्रकार टाउ मूल्य देगा तो चलिए हम केवल एक केस लेते हैं जिसे हम 75 dB की डायरेक्टिविटी के लिए एक एंटीना डिजाइन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह 75 डीबी के लिए डायरेक्टिविटी कर्व है यदि हम इस डॉटेड अक्ष के साथ इस ऑप्टिमम पॉइंट को लेते हैं तो यदि आप यहां लाइन खींचते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह 08 से बाहर आता है यहां 084 है इसलिए लगभग 082 से थोड़ा अधिक है इसके विपरीत हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं आप देख सकते हैं कि यह 014 और 016 के बीच है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह लगभग 015 है मैं सिर्फ यहां उल्लेख करना चाहता हूं इसलिए पुस्तक में आम तौर पर इसे डायरेक्टिविटी कर्व के रूप में लिखते हैं या कुछ पुस्तकें इसे कांस्टेंट गेन कर्व के रूप में लिखती हैं हालांकि हमारे अनुभव के आधार पर गेन सामान्य 1 डीबी में इन मूल्य से कम है इसलिए इसका मतलब है अगर कहे की आप 65 डीबी का गेन चाहते हैं तो आप इस विशेष कर्व को यहां चुनते हैं हम कहते हैं कि यदि आप 8 डीबी का गेन चाहते हैं तो हमें यहां इस विशेष कर्व का चयन करना चाहिए तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं तो हम एक लॉग पीरियोडिक डाईपोल एंटीना ऐरे का 54 MHz से 216 MHz तक का डिज़ाइन उदाहरण ले रहे हैं बता दें कि डिजायर्ड गेन 65 dBi के बराबर है अब जैसा कि मैंने 65 dBi के बराबर गेन के लिए उल्लेख किया है डायरेक्टिविटी के लिए और 75 dBi के बराबर ऑप्टिमम मान चुनें 1 dB लॉस मानते हुए तो हम पिछले कर्व से टाउ और सिग्मा के इन मूल्यों को पढ़ सकते हैं इसलिए 0822 और 0149 तो यहाँ से हम डाईपोल एंटीना ऐरे के कोण की गणना भी कर सकते हैं इसलिए यदि आप देखते हैं कि सभी डाईपोल हैं तो हम केवल पिछली स्लाइड को देखते हैं इसलिए यह कोण है यह ∠ α है तो हम वास्तव में इस ∠ α की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो हम ∠ α का मान कैसे पा सकते हैं तो हम कहते हैं यदि आप इस तरह से लाइन खींचते हैं इसलिए यह α 2 होगा तो टैन α 2 को इस लंबाई को इस विशेष दूरी से विभाजित के रूप में लिखा जा सकता है तो हम इस विशेष लंबाई के लिए कहते हैं Rn डाईपोल लंबाई Ln होगी तो इसका आधा Ln 2 होगा तो टैन α 2 Ln 2 विभाजित Rn होगा तो अब हम α के मूल्य की गणना कर सकते हैं जो इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है और हम यहाँ α का मान पा सकते हैं तो अब हम LPDA के डिजाइन के साथ आगे बढ़ते हैं तो पहली बात यह है कि हम क्या करते हैं हम सबसे कम फ्रीक्वेंसी के अनुसार सबसे लंबे डाईपोल की लंबाई पाते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि सबसे लंबे डाईपोल की लंबाई लगभग 05 गुना λ L के रूप में ली गई है L जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है अन्यथा λ सबसे बड़ा है ठीक है तो ये प्रतीक मुख्य रूप से निचले या ऊपरी फ्रीक्वेंसी के लिए हैं 200 तक मैंने उल्लेख किया था कि हमें l d को 048 λ के बराबर चुनना चाहिए फिर मैं L1 को 05 λ L के रूप में क्यों ले रहा हूं आप L1 d 048λ ले सकते हैं लेकिन यह एक्सप्रेशन भी मान्य है इस अर्थ में हम एक बहुत ही ब्रॉडबैंड एंटीना डिजाइन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में छोटे डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 54 मेगाहर्ट्ज λ 555 मीटर के बराबर है इसलिए यह लंबाई 278 मीटर है इसी तरह 216 MHz से संबंधित हम लंबाई को देखते हैं जो कि 0694 मीटर है अब हमें एलिमेंट के बीच सभी की लंबाई का पता लगाना होगा इसलिए हम उस स्केलिंग फैक्टर का उपयोग करके अन्य एलिमेंट्स की गणना शुरू करते हैं तो हम 278 मीटर से शुरू करते हैं इसलिए L1 यह है तो L2 क्या होगा टाउ टाइम्स L1 इसलिए हम यहां प्राप्त करते हैं तब L3 टाउ टाइम्स L2 होगा इस विशेष प्रक्रिया को करते रहें जब तक कि हम उस पॉइंट तक न पहुँच जाएँ जहाँ यह लंबाई यहाँ पर इस विशेष लंबाई से छोटी है कृपया यहाँ पर न रुकें इस विशेष एलिमेंट को ठीक से लें तो अब आप देख सकते हैं हमें इस विशेष लॉग पीरियोडिक ऐरे को डिजाइन करने के लिए कुल 9 संख्या में डाईपोल एंटीना की आवश्यकता है एलिमेंट के बीच अंतर इस विशेष एक्सप्रेशन dn का उपयोग करके 2 सिग्मा Ln के बराबर पाया जा सकता है और फिर एक बार जब हम यहां इस विशेष मूल्य को जानते हैं तो आप लंबाई के इन मूल्यों का उपयोग करके d के विभिन्न मूल्यों को पा सकते हैं तो आइए हम इस विशेष डिज़ाइन का परिणाम देखें तो आप देख सकते हैं कि यह गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी है यह VSWR वर्सेस फ्रीक्वेंसी है तो कोई देख सकता है कि इस पूरे बैंड पर VSWR 2 से कम है अब हम गेन देखते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं गेन कम फ्रीक्वेंसी पर अपेक्षाकृत कम है जबकि उच्च फ्रीक्वेंसी पर गेन है इसका कारण सबसे लंबे डाईपोल एलिमेंट के पीछे है ऐसा कुछ भी नहीं है जो वापस रिफ्लेक्ट हो तो क्या होता है सबसे लंबा डाईपोल इस तरह से रेडिएशन होगा और वापस रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए गेन छोटा है तो वास्तव में मैं भी सलाह देता हूं कि आप वास्तव में सबसे लंबे डाईपोल के पीछे एक रिफ्लेक्टर डाल दें इस पूरे गेन कर्व में सुधार होगा वास्तव में यदि आप यहाँ से शुरू करने के बजाय इस कर्व के पीछे एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं तो यह लगभग यहाँ से शुरू होगा और फिर यह यहां इस तरह से आगे बढ़ेगा जिससे आपको डिजायर्ड बैंडविड्थ पर अपेक्षाकृत कांस्टेंट गेन मिलेगा अब हम अगले कॉन्फ़िगरेशन पर जाते हैं तो हम कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ शुरू करेंगे तो कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना को यहां दो मेटालिक प्लेटों के बीच ∠α द्वारा परिभाषित किया गया है अब आम तौर पर कहे तो इन मेटालिक प्लेटों को प्रत्येक सेक्शन की ऊंचाई और लंबाई से परिभाषित किया जाता है इसलिए पुस्तक में अधिकांश डेरिवेशन h को इंफिनिटी मानते हैं और L को इंफिनिटी मानते हैं हालांकि व्यावहारिक रूप से ऐसा कभी नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पर कुछ व्यावहारिक सुझाव देता हूँ अब यह मानते हुए कि फ़ीड डाईपोल एलिमेंट की लंबाई λ 2 के बराबर है तो ऊंचाई को लगभग λ के रूप में लिया जा सकता है λ से बड़ा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जहां तक इस लंबाई l का संबंध है आमतौर पर यह लंबाई 1λ से 2λ हो सकती है इस विशेष ∠α के आधार पर अब इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करने के बजाय कोई वायर ग्रिड व्यवस्था का उपयोग कर सकता है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम इस विशेष चीज का उपयोग क्यों करते हैं अब इस बारे में सोचें कि अगर यह विशेष एंटीना छत पर लगाया जाता है तो हवा के कारण क्या होगा बहुत सारी हवा लोड हो रही होगी तो अगर हवा इस दिशा से आ रही है और हमें बताएं कि रिफ्लेक्टर एंटीना को इस तरह रखा गया है इसलिए एंटीना पर बहुत दबाव होगा हालांकि इसका उपयोग करने के बजाय यदि हम इस वायर ग्रिड व्यवस्था का उपयोग करते हैं तो क्या होगा बहुत कम हवा लोड हो रही होगी फिर सवाल आता है कि इन वायर ग्रिड व्यवस्था के बीच अंतर क्या होना चाहिए तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा आम तौर पर g का यह मान λ 4 से कम होना चाहिए हालांकि कोई इस मान को λ 10 के रूप में ले सकता है और इस विशेष मान के लिए अब्सोल्यूट अधिकतम λ 4 है कभी भी 2 के बीच को λ 4 से अधिक अलग न करें और यह भी कि इस लंबाई को λ 10 से छोटा लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है अब अगला भाग आता है आप इन वायर को हवा में सस्पेंड नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की आवश्यकता है इसलिए यहां मैंने केवल एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यहां दिखाई है लेकिन किसी के पास इस तरह की कई चीजें हो सकती हैं तो इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन का मूल लाभ विंड लोडिंग कम होगा एंटीना का कुल वजन भी कम होगा हालांकि यह व्यवस्था केवल वर्टिकल पोलराइज्ड एंटीना के लिए अच्छी है कृपया हॉरिजॉन्टल रूप से पोलराइज्ड एंटीना के लिए यह व्यवस्था न करें तो अब देखते हैं कि क्या होता है अगर हमारे पास है हमें कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना के बीच अलग अलग कोण कहने दें तो आइए हम 900 के बराबर कॉर्नर के कोण का उदाहरण लेते हैं तो यह कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना का टॉप व्यू है इसलिए ऊपर से अगर हम देखते हैं तो हम केवल लाइन देखेंगे और डाईपोल एंटीना केवल टिप देखेंगे इसलिए यदि हम इस विशेष चीज़ को इस विशेष दिशा की ओर जाने वाली करंट के रूप में नहीं लेते हैं तो हम प्रतिनिधित्व करते हैं कि एरो के रूप में यहाँ पर जा रहा है इसलिए हम पॉइंट को देखते हैं अब इस मेटल प्लेट के कारण रिफ्लेक्शन होगा इसलिए इमेज बनेगा इमेज विपरीत दिशा में होगी इसके बारे में जरा सोचिए अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है आपका दाहिना हाथ दर्पण में बाएं हाथ की तरह दिखता है और बाएं हाथ दर्पण में दाहिने हाथ की तरह दिखता है ठीक उसी तरह इसलिए यह विशेष करंट जो यहां ऊपर जा रही है यह यहां कागज में जाती हुई दिखाई देगी इसलिए इसे क्रॉस के रूप में दिखाया गया है इसी तरह इस विशेष प्लेट के लिए यहाँ पर एक क्रॉस होगा अब हम इस विशेष चीज़ का निर्माण कैसे करते हैं इसकी कल्पना थोड़े अलग तरीके से की जा सकती है तो बस इस बारे में सोचें कि यह पूरी चीज़ इस तरह से विस्तारित है और यह पूरी चीज़ यहाँ पर इस तरह से विस्तारित है तो उस विशेष मामले में अगर इसे इस तरह बढ़ाया जाता है और यह एक बढ़ाया जाता है तो आप वास्तव में कल्पना कर सकते हैं कि इमेज इस विशेष चीज की वजह से बनेगी जो यहां पर आ जाएगी इसी तरह यहाँ इस वजह से इमेज बनाई जाएगी जो यहाँ पर आएगी तोकुल तीन इमेज α बराबर 90 डिग्री के लिए होंगे आइए देखें कि क्या होता है अगर α 600 तो अगर हम यहाँ एक डॉट है यह एक क्रॉस होगा यह यहाँ एक क्रॉस होगा अब आप फिर से इस तरह से जाने की कल्पना करते हैं यह सब इस तरह से यहाँ पर जा रहा है फिर इन चीज़ों के कारण इमेजेस होंगे इसलिए हमारे पास डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस हैं तो अब हमारे पास कुल 5 इमेज होंगे तो इस अवधारणा को α के किसी भी मूल्य तक बढ़ाया जा सकता है और फिर इमेजेस की संख्या यहाँ इस विशेष एक्सप्रेशन का उपयोग करके पाई जा सकती है जो कि 360 α 1 है तो यहां α 900 तो 36090 4 4 1 3 इमेजेस α 600 इसलिए 36060 6 1 5 अब कोई वास्तव में इसकी कल्पना कर सकता है चूंकि छोटे कोण के लिए हमारे पास अधिक संख्या में इमेजेस हैं जिसका अर्थ है बड़ी संख्या में एंटीना ऐरे एलिमेंट इसलिए जैसे जैसे α घटता है n बढ़ता है और इसलिए गेन बढ़ता है आप थोड़ा अलग तरीके से भी सोच सकते हैं हम कहते हैं कि अगर यह विशेष डाईपोल एंटीना नहीं होता तो यह सभी दिशाओं में रेडिएशन हो जाता लेकिन अब यहाँ इस विशेष रिफ्लेक्टर के कारण क्या होगा ये सभी रिफ्लेक्शन इस विशेष दिशा में जाएंगे और एक बीम वास्तव में केवल इस विशेष क्षेत्र में बनेगा तो आप देख सकते हैं कि इस विशेष मामले के लिए बीम α 600 के भीतर सीमित हो जाएगा यहां बीम अपेक्षाकृत ब्रॉडर होगा इसलिए हम सामान्य कर सकते हैं कि जैसे α कम हो जाता है इसका मतलब है कि ये मेटालिक प्लेटें करीब आ रही हैं तो रेडिएशन केवल इस विशेष नैरो रीजन में ही सीमित होगा इसलिए हाफ पावर बीम कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप अधिक गेन होगा अब हम अगले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे जो कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना है तो मूल रूप से एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना एक डिश एंटीना की तरह है जिसे आपने विभिन्न स्थानों पर देखा होगा तो आम तौर पर आप देखेंगे कि इस विशेष डिश एंटीना के फोकल प्वाइंट पर एक डिश एंटीना में कुछ और फीड एंटीना होता है अब ज्यादातर समय यह वास्तव में एक पैराबोलिक आकार के अलावा कुछ भी नहीं है तो बस यहां एक पैराबोलिक आकार के बारे में सोचें और फिर आप एक सर्कल बनाने के लिए इस पैराबोलिक आकार को घुमाएं तो डिश एंटीना यहां एक सर्कल की तरह दिखेगा यदि हम इस विशेष पॉइंट से देखते हैं लेकिन अन्यथा इसकी एक गहराई है और यह विशेष बात एक पैराबोलिक फैशन में वैरी होती है यदि आप अपने हाई स्कूल को याद करते हैं तो पैराबोला के लिए हम जानते हैं कि OP PQ कांस्टेंट है आइए देखें कि ये पॉइंट कहाँ हैं तो यह o है जो इस विशेष पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का फोकल प्वाइंट है तो वेव यहां से जाती है और फिर वापस रिप्लाई होती है इसलिए यह OP PQ होगा इसी तरह हम कह सकते हैं कि यह वेव यहाँ पर वापस जाती है तो यह दूरी क्या है यह f है और फिर यहां वापस आता है ताकि 2f के बराबर हो जाए तो हम सामान्य OP में लिख सकते हैं P इस विशेष पैराबोला पर कोई भी पॉइंट हो सकता है और यहां पर रिफ्लेक्ट हो सकता है यहां पर कोई भी पॉइंट Q हो सकता है इसलिए हम कह सकते हैं कि OP PQ 2f के बराबर है अब देखते हैं कि OP क्या है तो आप देख सकते हैं इसकी उत्पत्ति यहाँ पर परिभाषित की गई है तो यह दूरी r डैश के बराबर है जो OP के बराबर है और यह दूरी PQ और कुछ भी नहीं है लेकिन r डैश को कोण cos थीटा डैश से गुणा किया जाता है तो यह थीटा डैश है तो यह कोण यहाँ पर थीटा डैश के बराबर होगा तो यह अब सरल किया जा सकता तो OP r' है PQ r' cos θ' तो r2f1cosθ2f12cos22 1fsec22 तो यह पैराबोला का समीकरण है जो ≤ ०केलिए मान्य है तो थीटा 0 कोण है जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना के टिप पर है हम 0 को भी पैराबोलिक डिश एंटीना के डायमीटर के संदर्भ में परिभाषित कर सकते हैं तो डायमीटर यहाँ पर छोटा है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना के डायमीटर को छोटे d के रूप में लिया जाता है तो हम टैन 0 कैसे लिख सकते हैं इसलिए टैन 0 tan0d2z0 तो अब देखते हैं कि हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना को कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम किस प्रकार गेन और रिफ्लेक्टर एंटीना की एपर्चर एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हम डिजाइन के साथ शुरुआत करेंगे और फिर मैं आपको यहां के विभिन्न टर्म्स को बताऊंगा इसलिए हमें 4 GHz पर 40 डीबी के गेन के लिए एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना डिजाइन करना होगा मान लें ap 07 वास्तव में 07 को काफी अच्छा एपर्चर एफिशिएंसी माना जाता है वास्तव में एक बुरी तरह से तैयार किए गए रिफ्लेक्टर एंटीना में 04 या 05 की भी एपर्चर एफिशिएंसी हो सकती है तो अब हम देखते हैं कि हम डायमीटर को कैसे पा सकते हैं डिजायर्ड गेन 40 डीबी है जो 10000 तक आता है और λ c f है यहाँ मैंने c 3 1010 cm s लिखा है आप अधिक से अधिक 3 108 m s से परिचित हो सकते हैं लेकिन हमने इसे सेमी में बदल दिया है तो यह 3 1010 cms है फ्रीक्वेंसी जो 4 GHz 4 109 के बराबर है λ 75 cm तो पैराबोलिक डिश एंटीना का गेन εap πdλ2 द्वारा दिया जाता है यह एक्सप्रेशन मैंने पहले व्याख्यान में दी थी तो मूल रूप से इस पूरी बात 4πa λ2 के बराबर है जहां a πd24 के अलावा कुछ नहीं है इसलिए अगर हम अब विभिन्न मूल्यों को सब्सीट्यूट करते हैं तो गेन 10000 होता है Gain ap d2 → 10000 07 d752 d 2853 cm 2853 m अब बस एक और उदाहरण लेने के लिए मान लें कि यदि आवश्यक गेन 60 dB है तो इसके अनुसार संख्यात्मक मान 106 होगा यदि हम इस विशेष अभिव्यक्ति में इस मान को सब्सीट्यूट करते हैं तो d 10 गुना बढ़ जाएगा जिसके परिणामस्वरूप 100 गुना वृद्धि होगी इसलिए 2853 के बजाय यह अब 2853 मीटर हो जाएगा तो आप वास्तव में कल्पना कर सकते हैं आपको 60 डीबी के गेन का एहसास करने के लिए एक बहुत बड़े डिश एंटीना की आवश्यकता है मैं अब आपको बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना दिखाना चाहता हूं जो दुनिया में मौजूद हैं तो यहाँ विभिन्न रिफ्लेक्टर एंटीना के उदाहरण हैं तो बस आपको यह बताने के लिए कि हमारे यहां क्या है यहां सेंटीमीटर में वेवलेंथ है यह डीबी में गेन है तो सिर्फ 10 सेमी बताने के लिए 3 GHz के अनुरूप होगा 1 सेमी 30 GHz के अनुरूप होगा और ये अलग अलग रिफ्लेक्टर एंटीना हैं जो दुनिया में उपलब्ध हैं तो इस विशेष एंटीना को यहाँ पर देखें इसमें 305 मीटर का डायमीटर है यह एक विशाल एंटीना है यहां एक का डायमीटर 215 मीटर है और आप देख सकते हैं कि उनका गेन बहुत बड़ा है और ये एंटीना हैं जो कम वेवलेंथ के अनुरूप उच्च फ्रीक्वेंसी पर डिज़ाइन किए गए हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े गेन प्राप्त करने के लिए दुनिया में बहुत बड़े एंटीना डिजाइन किए गए हैं आप इस संख्या के बारे में सोच सकते हैं यहां 60 डीबी 106 गेन के अनुरूप है और आप यहाँ देखते हैं यह विशेष रेखा 70 डीबी गेन से मेल खाती है 70 डीबी गेन का मतलब 1 करोड़ या 10 106 है आप देख सकते हैं कि आप इन विशेष रिफ्लेक्टर एंटीना का उपयोग करके वास्तव में बहुत बड़े गेन का एहसास कर सकते हैं वास्तव में बहुत अधिक गेन एंटीना का एहसास करने के लिए केवल एक ही विकल्प है और वह है रिफ्लेक्टर एंटीना का उपयोग करना अब इस विशेष बात को समाप्त करने के लिए मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस MTT पाठ्यक्रम में मैंने लगभग छह 30 मिनट के व्याख्यान में एंटीना विषयों को कवर किया है मैंने NPTEL के माध्यम से एंटीना पाठ्यक्रम में साठ 30 मिनट के व्याख्यान दर्ज किए हैं तो आप वास्तव में छह 30 मिनट के बारे में सोच सकते हैं जो मैंने एंटीना पाठ्यक्रम NPTEL के माध्यम से दर्ज किया है उसका दसवां हिस्सा है आप वास्तव में सोच सकते हैं मैंने आपको फिल्म का एक बड़ा ट्रेलर दिखाया है ओके तो अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये वीडियो देखें आप ई पुस्तक को भी रेफर कर सकते हैं जो मेरे और मेरे दो PhD छात्रों द्वारा लिखी गई है पुस्तक का नाम एंटीना कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन है आप इस विशेष लिंक से इस चीज़ को यहाँ से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको केवल इस विशेष लिंक का कोड भी बताता हूं कि anm आईआईटी बॉम्बे में एंटीना माइक्रोवेव लैब के लिए है और यह acd एंटीना कंसेप्ट और डिजाइन से मेल खाती है तो इस विशेष ई पुस्तक को पढ़ने का आनंद लें और इस NPTEL पाठ्यक्रम के माध्यम से एंटीना के बड़े संस्करण को देखने का आनंद लें